नमस्कार पिछले सत्र में हम SWOT विश्लेषण ताकत कमजोरी अवसर और धमकी विश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसके आधार पर हमने चर्चा की कि इस TOWS मैट्रिक्स को कैसे विकसित किया जा सकता है जहां आप वास्तव में इसलिए विभिन्न प्रकार की धमकियां विभिन्न प्रकार के अवसरों को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कमजोरियों और ताकत के संबंध में संगत मिलान क्या है आज हम सेवाओं के व्यवसाय के लिए रणनीति के विकल्पों को विकसित करने के बारे में कुछ और सैद्धांतिक फ्रेम वर्क और व्यावहारिक सुझावों पर चर्चा करने जा रहे हैं शुरुआत करने के लिए हम इस प्रसिद्ध पांच बलों मॉडल को देखेंगे जो मूल रूप से माइकल पोर्टर द्वारा प्रस्तावित है इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पांच संवादात्मक बल हैं जो यहां नामित किए गए हैं जो एक संगठन के सामने रणनीतिक विकल्पों का निर्धारण करते हैं तो पहले एक उद्योग के भीतर खिलाड़ियों के बीच प्रतिद्वंद्विता है अब जैसा कि आप जानते हैं कि सेवा उद्योग हमेशा बहुत तीव्र होता है क्योंकि सेवाओं में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रवेश बाधा कुछ सेवाओं को छोड़कर अपेक्षाकृत कम है जहां बुनियादी ढांचे में बहुत प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता हो सकती है ऐसे मामलों में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा हो सकती है लेकिन अन्यथा जैसा कि हम उत्पाद व्यवसायों में देखते हैं सेवाओं के व्यवसायों में बहुत कम बहुत मजबूत प्रौद्योगिकी अवरोध हैं आजकल कुछ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी गहन सेवाएं हैं जिनमें किसी प्रकार की बाधा है हमारे पास कुछ ज्ञान गहन या विश्वसनीय समृद्ध सेवाएं हैं जहां हमारे पास कुछ अन्य प्रकार की बाधाएं हैं जिनके बारे में हमने पहले ही कुछ मामलों में चर्चा की है और हम अधिक से अधिक चर्चा करेंगे लेकिन आज हम सामान्य धारणा के साथ देखेंगे हम शुरू करेंगे कि सेवा व्यवसायों में विक्रेताओं पर प्रतिद्वंद्विता बहुत तीव्र है कई मामलों में आपूर्तिकर्ताओं की शक्ति होती है लेकिन चूंकि कई सेवा व्यवसाय इनपुट के रूप में लगभग वस्तुएं लेते हैं जैसे कि यदि आप भोजन और पेय में हैं तो यह खाद्य और पेय वस्तु वस्तुएं होंगी जो आपके संचालन के लिए इनपुट होंगी या यदि आप वास्तव में हैं फिल्म वितरक और एक फिल्म वितरण सेवा में फिर कई सेवा आपूर्तिकर्ता होंगे और उनमें से कई आपके संगठन के साथ गठबंधन में होंगे क्योंकि यह उस उद्योग की प्रकृति है और इसलिए सामान्य तौर पर या आपके नेटवर्क का लगभग हिस्सा जो हमारे पास होता है यह नेटवर्क समस्या जो हमने पहले ही कुछ सत्रों में पहले ही चर्चा की थी जहां हम एक साथ मूल्य बनाते हैं तो एक प्रभाव है कि हम एक निश्चित नेटवर्क के आधार पर मूल्य नक्षत्र कहते हैं इस संभावित प्रवेश से वास्तव में बहुत तीव्र खतरे निकलते हैं क्योंकि जैसा कि हमने बाधा पर चर्चा की है प्रवेश अवरोध कम है और खरीदार आसानी से सुविधाजनक परिवर्तन कर सकते हैं परिवर्तन करने की असुविधा कई सेवा व्यवसायों में कम है इसलिए यदि आप एक होटल पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए वैकल्पिक होटल ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होगा यदि आपको एक रेस्तरां में सेवा पसंद नहीं है तो दूसरे रेस्तरां में जाना बहुत मुश्किल नहीं होगा यदि आप नहीं करते हैं ज्यादातर मामलों में एक विशेष क्लब के माहौल की तरह आप एक और क्लब पा सकते हैं जहां आप अपना समय बिताना चाहेंगे इसलिए खरीदार सेवा व्यवसायों में बहुत मजबूत हैं यही कारण है कि हम लगातार ग्राहक आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ग्राहक आपके व्यवसाय की सफलता का प्रमुख निर्धारक है तो यह विक्रेताओं और संभावित प्रवेशकों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंद्विता है यह सेवा व्यवसाय में एक प्रमुख बल संयोजन है और कई मामलों में सेवा व्यवसाय भी विकल्प से प्रतिस्पर्धा की संभावना रखते हैं तो अगर कोई सांपों के लिए बाहर जा रहा है और अगर बर्गर रेस्तरां में भीड़ है तो कोई नहीं हो सकता है एक पिज्जा रेस्तरां में जाने के लिए ग्राहक के रूप में काफी सौहार्दपूर्ण होगा और वास्तव में इंतजार नहीं करेगा तो कुछ बहुत प्रसिद्ध या बढ़िया डाइनिंग रेस्तरां हैं जहाँ लोग इंतजार करने के लिए तैयार हो सकते हैं लेकिन सेवाओं की कई श्रेणियां हैं जैसा कि हमने चर्चा की है कि यह फास्ट फूड सेवा है जहां लोग इंतजार नहीं करेंगे इसलिए प्रतिस्थापन भी एक खतरा है इसलिए मैं कहूंगा कि यह एक बहुत ही प्राथमिक खतरा है यह एक अवसर के साथ साथ एक खतरा भी है और कई सेवा व्यवसायों में यह एक और तरह का खतरा है अब परिणामस्वरूप क्योंकि प्रतिस्पर्धी गतिविधि और प्रतिद्वंद्विता सेवा व्यवसाय में एक प्रमुख मुद्दा है इसलिए अपने प्रतिद्वंद्वियों को लगातार उनके प्रसाद पर नज़र रखने सेवा व्यवसायों में उनकी सेवा नवाचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं वास्तव में आजकल कई व्यवसाय हैं जिन्होंने व्यवसाय खुफिया सेवाओं को व्यवस्थित किया है संरचना के भीतर शामिल किया गया है या वे व्यापार खुफिया सेवाओं को आउटसोर्स करते हैं और या तो मामले में एक अर्धचालक उद्योग में व्यापार की समझ के भीतर व्यापार खुफिया में एक बहुत सचेत होगा लगातार विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी विकास और प्रतियोगियों द्वारा नए गोद लेने पर नज़र रखेगा जबकि कई सेवाओं के कारोबार के मामले में प्रतियोगिता विश्लेषण मुख्य रूप से प्रतियोगियों की वर्तमान रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है प्रतियोगियों द्वारा लेने वाले नए कार्यों और हमेशा यह देखने की संभावना है कि सेवा नवाचार क्या हैं और प्रतियोगियों से भी वृद्धिशील नवाचार बहुत हैं महत्वपूर्ण और इसलिए आपको उन्हें लगातार ट्रैक करने की आवश्यकता है इसलिए सेवाओं के कारोबार में सफल रणनीतियाँ प्रतियोगियों की रणनीतियों को समझने के लिए लगातार नज़र रखेंगी इन रणनीतियों को उन छह पी सेवा व्यवसाय के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की है और इसलिए यह न केवल कीमत है लेकिन किसी को यह देखना होगा कि पेशकश में नवाचार क्या हैं किस तरह की नई पदोन्नति रणनीतियां अपनाई जा रही हैं विभिन्न प्रकार के वितरण नवाचारों को क्या प्रतिस्पर्धा में पेश किया जा सकता है इसलिए सभी अलग अलग पहलुओं और मिश्रण रणनीति मिश्रण को भी इन सभी विभिन्न पहलुओं को देखना होगा और इसके बाद एक को चुनना होगा इसलिए प्रतिस्पर्धी विश्लेषण एक इनपुट है जरूरी नहीं कि केवल उस इनपुट के आधार पर जैसा कि हमने चर्चा की कि सेवा व्यवसायों या रणनीति में हमें लगातार अंदर और बाहर और अंदर बाहर जाने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि प्रतियोगी क्या कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपको लगातार यह देखना होगा कि आंतरिक विकास आंतरिक समस्याएं और अवसर क्या विकसित हो रहे हैं और इसके आधार पर आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ क्या होगा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ क्या होगा तुम निशाना लगाओगे इसलिए आमतौर पर हम पसंद करते हैं कि एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रणनीति में लगभग तीन बिंदु होने चाहिए तो यह बहुत कुरकुरा होना चाहिए यह प्रतिस्पर्धी लाभ के बारे में एक पृष्ठ का बयान नहीं है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ आम तौर पर अधिकतम तीन से पांच अंक होना चाहिए और इस आरेख को अक्सर तीन वैक्टर के रूप में पसंद किया जाता है जिसे आप अपनी प्रतिस्पर्धी रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे इसलिए यह विभिन्न प्रकार की विशेषताओं पर आधारित हो सकता है यह विभिन्न प्रकार की लागत पहलों पर आधारित हो सकता है यह इन दोनों के विभिन्न प्रकारों के संयोजन पर आधारित हो सकता है आइए हम यह देखें कि ये कैसे किए जाते हैं तो यह एक बयान है कि सेवाओं के कारोबार में एक प्रतिस्पर्धी रणनीति का उद्देश्य ग्राहकों को प्रसन्नता बढ़ाने और ग्राहक वकालत बनाने के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उत्पन्न करना है इसलिए हमने पहले से ही चर्चा की है कि सेवाओं के कारोबार में हम लगातार इस पिरामिड में जाने की कोशिश करते हैं कि सेवा खरीद के लेन देन के उदाहरणों से हम संबंधपरक प्रतिमान पर जाना चाहते हैं और अंततः हम चाहते हैं कि हमारा ग्राहक हमारा बाजार बने इसलिए ग्राहक वकालत यह आरेख जो मैंने पहले तैयार किया है और यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे फिर से उजागर करें कि सेवा व्यवसायों में किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को ग्राहक आनंद पर केंद्रित रहने की आवश्यकता है तो जिसका अर्थ है कि अगर यह ग्राहक को खुश करने वाला नहीं है तो संभवतः प्रतिस्पर्धी ताकत के उस पहलू में निवेश बहुत प्रासंगिक नहीं हो सकता है तो यह एक बिंदु है कि एक व्यापार रणनीति में संचालन के संबंध में अलग अलग पहलू हो सकते हैं एक व्यापार रणनीति में वित्तपोषण के मुद्दे हो सकते हैं विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण लाभ आदि शामिल हो सकते हैं लेकिन प्रतिस्पर्धी रणनीति में हम मुख्य रूप से संगठन को देख रहे हैं और यह बाजार की जगह और बलों द्वारा स्थानापन्न और प्रतियोगियों द्वारा और नए प्रवेश द्वारा और उस पर आधारित है और आप इस संगठन और बाजारके बीच इस इंटरफेस में क्या करना है इसके आधार पर विकास कर रहे हैं इसलिए प्रतिस्पर्धी रणनीति समग्र व्यापार रणनीति की तुलना में थोड़ा संकीर्ण है पोर्टर के अनुसार ये दिलचस्प संयोजन या पांच प्रतिस्पर्धी रणनीतियां हैं इन्हें सामान्य प्रतिस्पर्धी रणनीति कहा जाता है क्योंकि वे ज्यादातर व्यवसायों में लागू होते हैं और ज्यादातर स्थितियों में एक या दूसरे प्रासंगिक होंगे तो आइए हम पहले कम लागत वाले नेतृत्व की रणनीति देखें सेवा व्यवसायों में अधिकांश सेवा व्यवसायों में यह एक प्राथमिक रणनीति है क्योंकि चूंकि प्रवेश बाधा कम है और ग्राहक अक्सर काफी संवेदनशील होते हैं इसलिए आपको ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है जो आज शायद ही कोई सेवा है जहां कम लागत एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी रणनीति नहीं है अच्छा यहाँ जाहिर है हमें प्रत्येक लागत गतिविधि की जांच करनी होगी वर्ष के बाद प्रत्येक लागत को कम करना होगा इसका मतलब है यह नहीं है कि आप आज स्थिति नहीं ले सकते हैं तो कहें कि यह एलसी है लेकिन लो कॉस्ट की स्थिति आपको यह समझना होगा कि अन्य लगातार अपनी लागत कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास एक योजना है जो साल दर साल है कि आपकी लागत कैसे कम हो रही है जो कि उस पैमाने से आ सकती है जो अलग अलग सोर्सिंग रणनीतियों से आ सकती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को देखना होगा और लेकिन कुल मिलाकर आपको अपनी लागत लगातार कम करनी होगी इसलिए आपकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का पुनर्रचना बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि यदि आप अपने पहले के सत्रों में याद करते हैं तो हमने व्यवसाय प्रक्रिया को मैप करने सर्विस ब्लू प्रिंट बनाने और अड़चनों को खोजने पर इतना जोर दिया हर बार हमारे पास लेन देन की लागत कम करने लेन देन का समय कम करने और ग्राहक की सुविधा बढ़ाने के लिए दो प्रमुख उद्देश्य थे ग्राहक की परेशानी को बढ़ाने के संदर्भ में सुविधा जानते हैं इसलिए समय की बचत सेवा ब्लू प्रिंट के माध्यम से मिलने वाले हर चरण पर लागत बचत स्पर्श बिंदुओं पर विफलता बिंदुओं को खोजने या विफलता की संभावनाओं के बारे में हमने पहले एफएमएमए विफलता मोड दोष विश्लेषण आदि के बारे में चर्चा की थी इसलिए उन सभी को तैनात करने की आवश्यकता है ताकि हम लगातार इस बीपीआर या बिजनेस प्रोसेस रेन्जीनियरिंग कर रहे हैं इसलिए हम लगातार अपनी लागत को कम करने में सक्षम हैं अब कम लागत से आने वाली प्रतिस्पर्धात्मक ताकत यह है कि आपके पास मूल्य निर्धारण पर बेहतर नियंत्रण है तो आप कुछ आक्रामक मूल्य निर्धारण स्टैंड लेकर नए प्रवेशकों को बाहर कर सकते हैं अब आप आक्रामक मूल्य निर्धारण स्टैंड नहीं ले सकते जब तक कि आपकी लागत पर बहुत अच्छा नियंत्रण न हो अन्यथा बहुत नुकसान में उतर जाएगा जो आप बाद में पुनर्प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और इतनी कम लागत वास्तव में कई मूल्य संवेदनशील सेवा व्यवसायों में प्रवेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बाधा है इसलिए यदि आपके पास लागत पर ध्यान नहीं है तो उदाहरण के लिए यदि आप सुपरमार्केट हाइपर मार्केट व्यवसाय में हैं जहां लोग या बहुत सचेत हैं क्योंकि आप वस्तुओं में काम कर रहे हैं और यदि आप पेशकश नहीं कर पा रहे हैं तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे आकर्षक मूल्य निर्धारण तो यही कारण है कि आप अधिकांश बाज़ारों को देखेंगे अधिकांश सुपर बाजार वे आकर्षक मूल्य निर्धारण प्रस्तावों पर निरंतर वीणा करते हैं जो वे विस्तारित करने में सक्षम हैं तो आप भी हैं यदि आपके पास बेहतर लागत नियंत्रण है तो आपके पास एक मजबूत स्थिति है और इसलिए आप लंबे समय तक संपर्क संपर्क करने में सक्षम हैं तो ये अच्छे प्रतिस्पर्धी लाभ हैं जो कम लागत की स्थिति से बाहर आते हैं तो उदाहरण के लिए यह एयरलाइन वाहक से लिया गया एक उदाहरण है तो एक्स वाई जेड एम एन ओ हो सकते हैं इनमें से पी संख्या वास्तविक डेटा हैं केवल वे नाम हैं जिनके पास कानूनी कारणों के लिए छलावरण है लेकिन इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप कुछ प्रमुख लागत तत्व पर नज़र रख रहे हैं जो कि प्रति दिन मील में एयर मील की परिचालन लागत एयर मील प्रति दिन है तो यह लागत प्रति सीट एयर मील अगर यह सबसे कम लागत है फिर आपको यह स्पष्ट करना होगा कि यदि आप इस बिंदु से आगे नहीं जा पा रहे हैं या वे कहते हैं और वे आपकी स्थिति में हैं तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यह आपके लिए एक बड़ी प्रतिस्पर्धी चुनौती है और हमारे पास विकल्प हैं जहाँ आप कर सकते हैं इस अंतर के बावजूद ग्राहकों पर हमला करने में सक्षम ज्यादातर मामलों में यहां बहुत बड़े अंतर को प्रबंधित करना बहुत मुश्किल है यदि आप सबसे कम कीमत वाले हैं तो सबसे कम लागत वाला प्रतियोगी 966 है तो शायद आप यहां हो सकते हैं लेकिन यदि आप यहां हैं तो आप बाहर हैं और उदाहरण के लिए कई सेवा व्यवसायों में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यह कम लागत कोई तामझाम एयरलाइंस व्यवसाय नहीं यदि आप उस व्यवसाय में हैं और आप देखते हैं कि आप इस बिंदु से नीचे अपनी लागत को कम करने में असमर्थ हैं तो आपके लिए यह देखना बेहतर है कि हो सकता है कि आप कम लागत वाली एयरलाइंस उद्योग में अब खिलाड़ी नहीं हैं फिर आपको एक पूर्ण सेवा एयरलाइन बनने की आवश्यकता हो सकती है जहां आपकी प्रतियोगिता लोगों का एक अलग सेट होगी और हो सकता है कि आप इस क्लब में खेल रहे हों और वे वास्तव में हैं इसलिए आप सबसे कम लागत वाले प्रतियोगी बन जाएंगे और यह एक फायदा तो आप किस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्सर यह निर्धारित किया जाएगा कि आप किस प्रकार की लागत संरचना प्राप्त करने में सक्षम हैं अब जब समग्र रूप से कम लागत की रणनीति सबसे अच्छी है उदाहरण के लिए कानपुर जैसे हर शहर में हमारे पास नवीन बाजार है जैसे कि हर शहर में एक बाजार स्थान होगा जहां ज्यादातर नियमित माल उत्पादों के खुदरा विक्रेता होते हैं तो चाहे वह किराने के उत्पाद हों या विभिन्न प्रकार के फैशन उत्पाद परिधान जूते ये सभी एक केंद्रीय बाजार में उपलब्ध होंगे तो यह कलकत्ता में नया विपणन कलकत्ता या बालोगुन बाजार हो सकता है यह लाजपत नगर बाजार हो सकता है या दिल्ली में बोगल जैसे विभिन्न स्थानीय बाजार या सरोजिनी बाजार हो सकता है यह क्रॉफर्ड महल या मुंबई में कुछ होगा या यह मुंबई का बांद्रा पहाड़ी सड़क हो सकता है तो हर जगह एक बाजार जगह होगी जहां लोग सामान्य व्यापारिक परिधान जूते दैनिक वेयर सामान और अक्सर किराने के सामान के लिए भी जाएंगे ऐसे बाजारों में बहुत कम अंतर है लगभग हर कोई एक ही स्रोत का उपयोग करता है आपूर्तिकर्ता समान हैं तो मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक वस्तु में काम कर रहा है और ऐसे में कम लागत की रणनीति बिल्कुल जरूरी है क्योंकि आप बहुत अधिक अंतर नहीं कर सकते हैं और कम लागत की रणनीतियां बहुत अच्छी रणनीति नहीं हैं यदि तकनीकी सफलताएं हैं तो यह एक पूरी तरह से अलग लागत संरचना है तो फिर केवल वही काम करके जो आप पहले कर रहे हैं और लागत कम करना सही रणनीति नहीं हो सकती है क्योंकि प्रतियोगिता ने वास्तव में कुल लागत संरचना को बदल दिया है तो यह बहुत बार कहा जाता है लेकिन प्रौद्योगिकी गहन सेवाएं जहां एक नई तकनीक पुरानी लागत संरचना और मोबाइल टेलीफोनी आदि को अप्रचलित करती है हमने अक्सर देखा है कि यह हो रहा है इसलिए यदि प्रतिस्पर्धियों को नेताओं की कम लागत वाली पद्धति की नकल करना कम महंगा लगता है तो यह भी एक बहुत अच्छी रणनीति नहीं है अब रणनीति का दूसरा पक्ष यह व्यापक भेदभाव रणनीति है जहां आप अपनी सेवा में कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर ग्राहक की वफादारी विकसित करना चाहते हैं इसलिए यह वास्तव में हम कुछ विशेषताओं को विकसित करने का प्रयास करते हैं जो कुछ प्रकार के ग्राहकों को आकर्षित करते हैं यहां विभाजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप इस भेदभाव की रणनीति के साथ हर किसी के लिए सब कुछ नहीं हो सकते इसलिए आपको विभिन्न प्रकार के विभाजक बनाने होंगे और ग्राहकों के एक विशेष खंड से मेल खाना होगा और इसी तरह आप दीर्घकालिक संबंधों का निर्माण कर सकते हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के अवसरों को आपूर्ति श्रृंखला से बाहर निकाला जा सकता है कुछ प्रकार के सेवा नवाचार आपकी परिचालन उत्कृष्टता और विपणन बिक्री प्रकार की गतिविधियों से इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए तरीके का विश्लेषण करते हैं तो मल्टीप्लेक्स मनोरंजन मल्टीप्लेक्सर्स आज प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आप देखेंगे कि वे सबसे अधिक बार अंतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए चाहे वह एक मनोरंजन पार्क हो चाहे वह एक बड़े कॉम्प्लेक्स वाले मूवी हॉल और सिनेमाघर हों आदि वे कुछ विशेष प्रकार की विशेषताओं को बनाने की कोशिश करते हैं जो दीर्घकालिक संबंध बनाते हैं तो सेवाओं के कुछ सेट हैं जहां लागत और यह अधिकांश सेवाओं के लिए सही है लेकिन कुछ अन्य प्रौद्योगिकी गहन सेवाएं हैं भेदभाव अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इसलिए लागत सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए प्राथमिक चालक है विभेदों को भी किया जा सकता है और परिणामस्वरूप निश्चित रूप से कुछ प्रकार की सेवाएं हैं जहां हम दोनों को जोड़ सकते हैं और संयोजन बना सकते हैं जिन्हें अक्सर सर्वश्रेष्ठ लागत कहा जाता है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति उच्च गुणवत्ता के साथ साथ कम लागत भी दे रहा है क्योंकि जापानी या कोरियाई लोगों ने लंबे समय पहले पाया था कि उच्च गुणवत्ता में निवेश करने से आपकी उपज में सुधार होता है और अंततः आपकी लागत में कमी आती है इसलिए यह संभव है कि कम लागत उच्च गुणवत्ता का अनुपलब्ध संयोजन और यह अब सेवा क्षेत्र में आ जाए और यदि आप मोबाइल फोन सेवाओं या मोबाइल डेटा सेवाओं के गहन प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में उठाए गए प्रतिस्पर्धी कदमों का पालन करते हैं तो आप करेंगे देखें कि क्या यह रिलायंस जियो है चाहे वह एयरटेल है चाहे वह वोडाफोन है जो इस सर्वश्रेष्ठ लागत प्रदाताओं की रणनीति के साथ आने की कोशिश कर रहा है जहां आप कम लागत और भेदभाव को जोड़ सकते हैं कई सेवा क्षेत्रों में आज यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो आपको अपनी लागत को कम करने और लगातार पेशकश करने के लिए अनुकूल होना चाहिए इसलिए लागत को लगातार कम किया जाना चाहिए और आपको लगातार नवाचार करना चाहिए कभी कभी अधिकांश समय में वृद्धि होती है लेकिन कभी कभी आपको मौलिक रूप से बदलना पड़ सकता है और यही वह प्रक्षेपवक्र है जिसे हम अब सेवा व्यवसायों में अधिक से अधिक देखते हैं तो कम लागत और भेदभाव का यह संयोजन लगभग सेवा व्यवसायों में आदर्श बन रहा है तो यह कम लागत एक रणनीति प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि मैं भारत में 4 जी मोबाइल वॉयस और डेटा के लिए आने वाली इस लड़ाई का उल्लेख कर रहा था जैसा कि यह अभी विकसित हो रहा है और रिलायंस और एयरटेल और वोडाफोन जैसे विभिन्न सेवा प्रदाता या आने वाले आप देखेंगे कि इन सभी प्रमुख खिलाड़ियों की लगभग हर रणनीति कम लागत के उच्च गुणवत्ता वाले दृष्टिकोण से इस सर्वोत्तम लागत को प्राप्त किया जाएगा अब एक और सामान्य रणनीति है जिसे हम फोकस रणनीति कहते हैं फोकस दो प्रकार का हो सकता है एक यह हो सकता है कि कम लागत के आधार पर फोकस रणनीति जहां आप वास्तव में संकीर्ण ग्राहक खंड में देखते हैं और उस खंड में आप कम लागत के साथ प्रतिस्पर्धा को हराते हैं क्योंकि आप वास्तव में ग्राहक सेगमेंट की सटीक आवश्यकता का मिलान कर रहे हैं और इसलिए आप जानते हैं कि तामझाम को हटाया जा सकता है और आप उस उत्पाद के साथ आते हैं जो उस ग्राहक सेगमेंट के लिए बहुत उपयुक्त है इसलिए जैसा कि आप देखते हैं विभाजन ध्यान केंद्रित करने के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है फ़ोकस रणनीति भी विभेदीकरण पर आधारित हो सकती है आप ग्राहक के एक सेगमेंट को पा सकते हैं जो एक निश्चित स्तर की एक निश्चित प्रकार की विशेषताओं को पसंद करते हैं इसलिए इसलिए आप फ़ोकस रणनीति को अक्सर अपने व्यवसाय के लिए एयरलाइंस द्वारा तैनात किया जाएगा यात्री वर्ग और इसलिए आपको एक आला चुनना होगा जहां ग्राहकों की विशिष्ट प्राथमिकता विशिष्ट आवश्यकताएं या विशेष आवश्यकताएं हैं और इसके आधार पर आप सेवाओं को विकसित करने में सक्षम होंगे एक दिलचस्प व्याख्या जो आप कर सकते हैं यह युवा शहरी पेशेवर हैं जो वे वास्तव में और उभरते हुए उपभोक्ताओं के बड़े समूह हैं और उनके लिए विभिन्न प्रकार के बहुत उच्च गुणवत्ता वाले दुर्घटना या ठहराव इसका मतलब है आपके पास यह युवा पेशेवर आपके पास इतना समय नहीं है कि वे लंबे समय तक व्रत नहीं ले सकते हैं क्योंकि वे निर्माण कर रहे हैं वे वाहक हैं वे दिन में 14 घंटे काम कर रहे हैं और वे छुट्टी लेने के लिए तैयार नहीं हैं या उनका संगठन है उन्हें लंबी छुट्टी नहीं देना चाहते हैं इसलिए वे शहर के एक होटल में एक सप्ताह के अंत में रह सकते हैं और होटल उन्हें प्यार करते हैं क्योंकि आम तौर पर होटल सप्ताहांत के दौरान दुबले होते हैं और वे एक विशेष सेवा पैकेज बनाते हैं जिसे अक्सर एक छुट्टी कहा जाता है जिसे अवकाश के रूप में माना जाता है इसका मतलब है कि आप अपनी जगह पर रहते हैं और आपके पास पाँच सितारा होटल में आराम के माहौल जैसा एक अवकाश होता है एक विशेष पैकेज का आनंद भी फैशन में आता है चाहे रिटेलिंग या एटेलेटिंग में हम इस केंद्रित रणनीति को देख रहे हैं इसलिए इसके आधार पर हम इस प्रसिद्ध अनसॉफ संरचना के बारे में बात कर सकते हैं जो पहले ही आपके सामने पेश कर चुका है कि अगर हम वर्तमान बाजार वर्तमान बाजार नए बाजार और उपस्थिति सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं और नई सेवाएं जो आपको प्रदान करने के लिए संभव हैं तो यह चार विकसित कर सकती हैं वैकल्पिक रणनीति संयोजन बाजार में प्रवेश नई सेवा में प्रवेश और नई सेवा के विकास के बजाय मुझे लगता है कि आपको यहां नई सेवा विकास और विविधीकरण और बाजार विकास लिखना चाहिए इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मैट्रिक्स को आबाद करने के लिए एक असाइनमेंट के रूप में और मुझे उदाहरण दें कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो आप प्रतिस्पर्धी सेवाएं हैं आप इस खंड में इस चतुर्थांश में इस चतुर्थांश में और इस चतुर्थांश में उभरते हुए देखते हैं आप चारों ओर देखते हैं विभिन्न टीवी प्रचारों को देखते हैं प्रिंट प्रचार करते हैं अपने शहर में अपने चारों ओर होर्डिंग को देखते हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको व्यवसाय के कागजात व्यवसाय के दैनिक समाचार पत्रों को देखना चाहिए और टीवी पर व्यापार चैनलों को सुनना चाहिए और आप पाएंगे उदाहरणों की संख्या और आप इस दो x दो संरचना द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं उदाहरण सेवाओं सेवा व्यवसायों के साथ जो कि उनकी रणनीति चित्रपट के रूप में उपयोग कर रहे हैं इसलिए इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम मूल्य निर्धारण पर कुछ अन्य शेष चर्चाओं में शामिल होंगे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे पास अभी भी एक चर्चा है और साथ ही प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रस्ताव बनाने के लिए कुछ अन्य उन्नत प्रक्रियाओं की भी चर्चा है इसलिए अगले दो सत्र मूल्य निर्धारण पर होंगे